हम दो अलग अलग परिस्थितियों में इलेक्ट्रो मैकेनिकल ऊर्जा कंवर्सन के बारे में बात कर रहे थे जब मूवमेंट वास्तव में तेज है और जब मूवमेंट वास्तव में धीमा है तो दो मामलों में हमने फोर्स के लिए एक्सप्रेशन बनाया एक मामले में यह Wf∂x था के रूप लिया वास्तव में फील्ड एनर्जी में कमी जो कि मैं कहूंगा कि इस विशेष मामले में मूवमेंट वास्तव में धीमा था जिसके कारण हमने कहा कि i कॉन्स्टेंट है तो हम इसे स्लो मूवमेंट के अनुरूप मामला कहते हैं यह फास्ट था पहली बार में हम फील्ड एनर्जी के बारे में बात कर रहे थे स्लो केस मामले में वह को एनर्जी थी तो दूसरे मामलें में जो फील्ड एनर्जी में कमी के कारण था जिसके कारण हमने कहा Wf और निश्चित रूप से हमने कहा कि λ कॉन्स्टेंट है और हमने कहा कि यह फास्ट मूवमेंट है और फिर हमने यह बात करना शुरू किया कि लीनीयर सिस्टम क्या है यही हमने पिछले सत्र में कक्षा को रोक दिया था इसलिए यदि आप वास्तव में एक लीनीयर सिस्टम देख रहे हैं तो वास्तव में हम कहना ये चाह रहे हैं कि यह एक लीनीयर सिस्टम है λ और i लीनीयर रूप में संबंधित हैं जैसाकि हमने कहा कि λ N∅ जिसका मतलब है कि टर्न्स की संख्या नहीं बदल रही है तो फ्लक्स और करंट लीनीयर रूप में संबंधित हैं इसलिए अगर मैंने मेग्नेटाईज़ेशन कॅरेक्टरिस्टिक्स को बनाने की कोशिश की तो मैं यह कहने की कोशिश कर रहा हूं कि वे ऑपरेशन के लीनीयर रीजन में काम कर रहे हैं तो λ और i लीनियरली संबंधित हैं इसलिए जब वे लीनियरली रूप से संबंधित होते हैं तो हमने पहले से ही कहा कि Wf और Wf एक हैं और समान ही हैं क्योंकि हमने कहा कि मूल रूप से कुल एरिया λi के अनुरूप होगा जो वास्तव में आयत होगा और फिर आपके पास डायगोनल सटीक रूप से एरिया को दो भागों में विभाजित करने वाला है जिसके कारण Wf और Wf मॅग्निट्यूड के संदर्भ में एक और समान ही होंगे तो हम वास्तव में एक लीनीयर सिस्टम को पुन पेश करने के लिए देख रहे हैं हम अनिवार्य रूप से कह रहे हैं कि Li पहले से ही हमने कहा N∅ इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है लेकिन हम यह भी लिख रहे हैं N∅Li इसलिए जिसके कारण हम वास्तव में LN∅i लेने जा रहे हैं Nd∅i लेने के बजाय हम इसे N∅i के रूप में ले रहे हैं यही हम इनडक्टेन्स के रूप में ले रहे हैं इसलिए अगर मैं Wf के बारे में बात कर रहा हूं तो हमने कहा कि Wf स्टॅटिक कंडीशन में है जब कोई मूवमेंट नहीं है Wfid Wfdi

WfidLd22L12L2i2L12Li2 WfdiLidi12Li2 हम वास्तव में उन्हें इंटेग्रेट कर रहे हैं हम बस ऐसा करने की कोशिश कर रहे हैं चाहे मैं Wf को देखूं या चाहे Wf को दोनों एक जैसे ही होते हैं इसलिए अगर मैं वास्तव में यह देखने की कोशिश करता हूं कि फोर्स क्या है तो फोर्स हमने कहा ForceWf∂x iconstant12Li2∂x12i2∂L∂x तो हम मूल रूप से इनडक्टेन्स का एक पार्शियल डेरीवेटिव ले रहे हैं जिसमें इनडक्टेन्स करंट के संबंध में बदल भी सकता है क्योंकि अगर मैं सॅचुरेशन तक पहुंचता हूं तो इनडक्टेन्स वेल्यू घटता जा रहा है क्योंकि पर्मीयबिलिटी एक कॉन्स्टेंट नहीं है लेकिन i कॉन्स्टेंट के रूप में दिया गया है जिससे हम यह देखने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे इनडक्टेन्स बदलता है अकेले पोज़िशन के संबंध में भिन्न होता है और यह मुझे देता है कि फोर्स क्या है इसलिए यदि आपको याद है कि हमने पहले क्या किया था Wf प्रति यूनिट वॉल्यूम के लिए Wf प्रति यूनिट वॉल्यूमB220 हम मूल रूप से वही सिस्टम के बारे में बात कर रहे हैं जो हमने पहले कल्पना की थी कि हमारे पास वास्तव में मूल रूप से एक ट्रांसलेशनल मोशन सिस्टम हो सकती है शायद एक रोटेशनल मोशन पर हम अभी भी नहीं हैं यह ट्रांसलेशनल मूवमेंट सिस्टम है और हम इसे मूविंग पार्ट के बारे में बात कर रहे हैं और यह स्टेशनरी पार्ट भाग जहां से मुझे एक्साइटेशन मिल रहा है यह करंट है जो मैं दे रहा हूं इस बिंदु पर हम मूल रूप से बात कर रहे हैं मैं उस बिंदु पर मूवमेंट की अनुमति दे रहा हूं और उसमें भी उस बिंदु पर स्लो मूवमेंट की बात कर रहा हूं हम मूल रूप से बात कर रहे हैं कि फोर्स कैसे फोर्स का मूल्यांकन कर रहा है कैसे मूल्यांकन होता है करंट के दिए गए मान के लिए छात्र क्या इनडक्टेन्स फंक्शन कंटिन्युवस या डिसकंटिन्युवस है प्रोफेसर देखिए वास्तव में यदि आप Lके मूल्यांकन को देखें तो यह एक कंटिन्युवस फंक्शन होगा क्योंकि आप एक अब्रप्ट मूवमेंट नहीं देख रहे हैं यह एक स्लो मोशन है यह शायद x1 से शुरू हो रहा है और फिर यह x2 तक बढ़ रहा है इसलिए आप धीरे धीरे एयर गेप को कम होते देख रहे हैं इसलिए आप इनडक्टेन्स में निरंतर बदलाव देखेंगे क्योंकि आप रिलक्टेन्स में निरंतर परिवर्तन देखने जा रहे हैं वही हम देख रहे हैं इसलिए जब हम वास्तव में लीनियर मोशन को देख रहे हैं तो हम कह रहे हैं कि कैसे इनडक्टेन्सेस स्थिति के संबंध में भिन्न भिन्न बदल रहे हैं वही हम देख रहे हैं है ना तो अगर हम वास्तव में Wf के ओरिजिनल वॅल्यू को देखे जो कुछ समय पहले हमने प्राप्त किया था इसे फिर से चला सकते हैं 12Li2Wf जिसे हमने Wf वॅल्यू कहा है यह मुझे लिखना चाहिए 12Li2Wf 12N2Reli212MMF2RelRelRel 12∅2lg0Ag12Bg2Ag2lg0AgBg220Wf प्रति यूनिट वॉल्यूम मैं रिलक्टेन्स को Rel के रूप में लिख रहा हूं ताकि मैं इसे रेज़िस्टेन्स के साथ भ्रमित न करूं तो अगर मैं मुख्य रूप से एयर गेप स्टोर्ड एनर्जी के बारे में बात करने जा रहा हूँ है क्योंकि 0 0r की तुलना में बहुत छोटा है मैं मूल रूप से इस पर विचार कर रहा हूं तो यह एरिया वास्तव में एयर गेप का एरिया है और lg एयर गेप की लंबाई होगी Aglg वास्तव में वॉल्यूम है इसलिए हमने जैसा कहा था यह Bg220 है फील्ड एनर्जी प्रति यूनिट वॉल्यूम यह वही है जो हमने पहले भी कहा था कि यह सब दोहराया जा रहा है तो अगर यह फील्ड एनर्जी प्रति यूनिट वॉल्यूम के रूप में हम इसे व्यक्त करते हैं अगर मुझे पूरी फील्ड एनर्जी चाहिए तो मुझे उसे Aglg से गुणा करना होगा वह सब है छात्र कोर में स्टोर्ड एनर्जी की उपेक्षा क्यों की जा रही है प्रोफेसर क्योंकि एयर गेप स्टोर्ड एनर्जी कोर में स्टोर्ड एनर्जी की तुलना में बहुत अधिक होती है क्योंकि कोर पर्मीयबिलिटी एयर गेप की तुलना में काफी अधिक है एयर गैप के मामले में क्या होने वाला है तो अधिकांश एनर्जी जो संपूर्ण स्ट्रक्चर को मेग्नेटाईज़ करने की ओर जा रही है वह वास्तव में एयर गेप को मेग्नेटाईज़ कर रही है क्योंकि एयर गेप को मेग्नेटाईज़ करना मुश्किल है आप उच्च और उच्च रिलक्टेन्स के लिए जा रहे हैं यही कारण है हम मुख्य रूप से एयर गेप को देख रहे हैं तो यह वास्तव में Wf प्रति यूनिट वॉल्यूम होगा अगर मैं अब यह देखने की कोशिश करूं कि Wf∂xWf∂xBg220Ag क्या है क्योंकि Wf और Wf समान ही हैं जो हमने कहा था इसलिए अगर मैं यह देखने की कोशिश करता हूं तोमुझे वास्तव में डिस्टेन्स के संबंध में ऐसा करना चाहिए तो यह अनिवार्य रूप से एयर गेप की लंबाई है तो मुझे वास्तव में lg के संबंध में ऐसा करना चाहिए क्योंकि पूर्ण मेग्नेटिक पाथ की लंबाई क्या है तो शायद अगर मैं कहूँ कि यह lg है या मुझे इसे lg2 कहना चाहिएऔर एक अन्य lg2 के रूप में यहाँ पर है ताकि जब वे इन्हें जोड़ दें तो यह lg हो जाए जो कि सब है मूल रूप से मैं देख रहा हूं कि एयर गेप की लंबाई क्या है बस इतना ही इसलिए यदि मैं कहूं कि यह फिर से B220Aglg होने जा रहा है lg बस खत्म हो जाएगा जब यह डिफरेन्षियियेट किया जाता है बस इतना ही तो यह वह फोर्स बनने जा रहा है जो एयर गेप में उत्पन्न होता है जिसका फ्लक्स डेन्सिटी B है और जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया Ag है तो इस स्थिति में मैं देख सकता हूं कि फोर्स प्रति यूनिट एरिया B220 होगा क्योंकि एरिया Ag है इसलिए अगर मैंने गणना करने की कोशिश की कि फोर्स प्रति यूनिट एरिया क्या है हमने कहा कि एनर्जी प्रति यूनिट वॉल्यूम फील्ड एनर्जी के रूप में B220 है और अगर मैंने गणना करने की कोशिश की कि फोर्स प्रति यूनिट एरिया क्या है जो कि उन क्षेत्रों द्वारा कल्पना की जाती है जो एयर गेप के संपर्क में है तो फिर से वास्तव में वह B220 हो जाएगा इसलिए हम सिर्फ कुछ जुगाड़ कर रहे हैं ताकि हम कुछ एक्सप्रेशन्स पर पहुँच सकें जो कि फ्लक्स डेन्सिटी के संदर्भ में अधिक व्यापक हैं क्योंकि अंत में आपको एक मेटीरियल दी जा सकती है जिसका अधिकतम फ्लक्स डेन्सिटी जिस पर आप पहुंच सकते हैं वह ऐसा है और आप इस स्थिति में यह गणना करने में सक्षम है कि संभवतः यह अधिकतम फोर्स कितना हो सकता है बशर्ते मैं इसे अधिकतम फ्लक्स डेन्सिटी तक चलाने के लिए पर्याप्त करंट दूं बस इतना ही तो जब तक मैं वास्तव में फ्लक्स डेन्सिटी की सीमा पर काम करता हूँ मैं दी गई मेटीरियल के लिए अधिकतम फोर्स के संदर्भ में भी एक सीमा होगी प्रति यूनिट एरिया निश्चित रूप से यदि मैं उस एरिया में वृद्धि करता हूं तो मुझे अधिक फोर्स मिलने वाला है तो आइए अब हम फोर्स का एक्सप्रेशन की व्युत्पत्ति करते हैं इन सभी के बारे में हमने जो भी बात की है वह केवल एक मशीन के संदर्भ में थी जो ट्रांसलेशनल प्रकृति की है जो एक एक्ट्यूएटर की तरह है यही है इससे बेहतर कुछ नहीं शायद एक रिले एक एक्ट्यूएटर है इसलिए हम एक रोटेटिंग मशीन के लिए एक समान चीज प्राप्त करना चाहेंगे क्योंकि हम मूल रूप से रोटेटिंग मशीन के साथ कार्य करने जा रहे हैं तो हम कहते हैं कि मैं एक रोटेटिंग मशीन को देख रहा हूं इसलिए एक रोटेटिंग मशीन में जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारे पास बहुत स्पष्ट रूप से दो सदस्य होंगे एक स्टेटर होगा और दूसरा रोटर होगा तो मुझे संभवतः इसे स्टेटर के रूप में फिर से लेना चाहिए मैं सिर्फ एक सी आकार का मेग्नेट ले रहा हूं तो हम कहते हैं कि यह मेरा स्टेटर है और मुझे इस डेटा स्ट्रक्चर के आसपास एक कोइल का घुमाव करना है जो इसे मेग्नेटाईज़ करने की कोशिश करेगा तो यह करंट है जिसे मैं is कह सकता हूं क्यूंकि यह स्टेटर करंट है अब मेरे पास एक रोटर हो सकता है जिसे मैं इसे इस तरह से माउंट करता हूं कि यह संभवतः इसके चारों ओर घूमेगा तो मेरे पास सिर्फ रोटर स्ट्रक्चर है यह शायद एंटीक्लॉकवाइज डाइरेक्षन या क्लॉकवाइज डाइरेक्षन में लगातार घूमने वाला है यह सेंटर से लगा हुआ है और यह उस सेंटर के चारों ओर घूमने के लिए स्वतंत्र है तो मैं रोटर को देख रहा हूं और रोटर भी एक करंट ले जा रहा होगा यह सिंग्ली एग्ज़ाइटेड नहीं है यह डब्ली एग्ज़ाइटेड है यह स्टेटर के साथ साथ रोटर से भी एग्ज़ाइटेड है इसलिए शायद मैं यहां एक और करंट पास करने जा रहा हूं जो वास्तव में रोटर करंट है और दोनों ही निश्चित रूप से एक दूसरे के मिलने वाले हैं जो अंत में रोटेशनल मोशन पैदा करने वाले है तो इसका मतलब है कि टॉर्क सभी प्रायिकता में स्टेटर करंट और रोटर करंट दोनों का एक फंक्शन होगा सवाल था आप यह क्यों कहते हैं कि वे रोटर में करंट हो सकती हैं रोटर में हमेशा एक करंट होती है यह सच नहीं है उदाहरण के लिए मैं आपको एक स्टेपर मोटर का उदाहरण दूंगा एक स्टेपर मोटर में मैं आपको केवल एक स्टेपर मोटर का क्रूड स्ट्रक्चर दिखाऊंगा आप स्टेपर मोटर में एट पोल्स या सिक्स पोल्स ले सकते हैं मैं सिर्फ ये दिखा रहा हूं कि ये पोल हैं तो यह आपको कम से कम एक मशीन का व्यावहारिक उदाहरण देता है जहां मेरे पास केवल एक तरफ एक्साइटेशन है तो यह स्टेटर है कल्पना कीजिए कि यह सीलिन्ड्रीकल मशीन है तो मैं मूल रूप से इस विस्तार को कागज में दिखा रहा हूं अब मैं इसे AA BBऔर CC कह सकता हूं इसलिए मेरे पास तीन जोड़ी पोल्स हैं अब हम कहते हैं कि मेरे पास रोटर a के रूप में है वास्तव में इसमें एयर गेप इतना नहीं होगा मैं मूल रूप से एयर गेप को कम कर रहा हूं आप इसकी कल्पना कर सकें क्योंकि मैंने जो दिखाया है यह उससे थोड़ा लंबा है तो यह पूरा रोटर है रोटर में कोई वाइंडिंग नहीं होती है कई स्टेपर मोटरों में आपको स्टेपर मोटर के रोटर में एक नियम के रूप में कोई वाइंडिंग नहीं होगी यह कभी कभी एक पर्मनेंट मॅगनेट से बना हो सकता है लेकिन आम तौर पर इसे किसी भी तरह की कोई वाइंडिंग या यहां तक कि मेग्नेट की आवश्यकता नहीं होती है इसलिए आइए हम कहें कि मैं जो कुछ भी कर सकता हूं उसमें मैं B और B एक्साइटेशन के साथ शुरू करता हूं मेरे पास स्टॅटर पोल्स के चारों ओर वाइंडिंग होगी इसलिए यदि मैं B और B को एक्साइट करता हूं तो किसी भी मॅग्नेटिक सिस्टम की स्वाभाविक प्रवृत्ति रिलक्टेन्स को कम करने के लिए होगी लिहाजा या तो इसे यहां आना होगा या फिर यहां जाना होगा इसलिए अगर मैं इसे 11 और 22 नाम दे सकता हूं या तो 22 को खुद को V के साथ संरेखित करना होगा या 11 को खुद को संरेखित करना होगा और अपने आप को B की ओर आने के लिए सभी तरह से संरेखित करना होगा और खुद को संरेखित करना होगा मैं सभी तीन जोड़ी पोल्स को एक साथ एक्साइट नहीं करूंगा कभी भी मैं केवल BB को एक्साइट नहीं करूंगा फिर मैं CC को एक्साइट कर सकता हूं फिर मैं AA को एक्साइट कर सकता हूं मैं इसे क्रमिक रूप से करूंगा ताकि कोई भी सिस्टम न्यूनतम कार्य करना चाहे जो हर मेकेनीस्म के लिए सही हो तो जाहिर है कि यह सुनिश्चित करने जा रहा है कि इसे यहां ले जाने के लिए यह बहुत सरल होगा बजाय इसके कि इसे पूरा BB की ओर बढ़ने के लिए क्योंकि यह केवल 300 या 600 मूवमेंट के बारे में होगा कृपया समझें कि यह अभी एक वर्टिकल पोज़िशन में है और इसे 600 से आगे बढ़ना है जबकि इसे केवल 300से आगे बढ़ना है इसलिए सभी संभावनाओं में 22 एंटीक्लॉकवाइज डाइरेक्षन में 300 तक बढ़ेंगे और जो भी पोल एग्ज़ाइटेड किया जा रहा है उसके साथ खुद को संरेखित करेंगे है जो अब BB है रोटर में कोई वाइंडिंग नहीं है लेकिन यह केवल तभी काम करेगा जब मेरे पास रोटर पोल्स आकर्षित करने के लिए हों क्यूंकि फेरो मॅग्नेटिक मेटीरियल के बने होने के कारण रोटर को फेरो मॅग्नेटिक मेटीरियल से बना होना चाहिए इसे किसी अन्य चीज से नहीं बना होना चाहिए इसे आकर्षित करना पड़ेगा इलेक्ट्रोमैग्नेट के कारण जो कि स्टेटर में बनाया गया है क्योंकि हमने जो एक्साइटेशन B और B को दी है वह एक्साइटेशन अब B और B को देने के बाद और एक बार पोल्स संरेखित हो जाने के बाद मैं B और B से एक्साइटेशन को हटा सकता हूं और इसे C और C को दे सकता हूं फिर पोल्स के सबसे निकट जो भी होगा वह कोशिश करेगा C और C के साथ खुद को संरेखित करें इसलिए मैं जो कुछ भी पल्स दे रहा हूं उसके लिए मैं इसे A और A पल्स कह रहा हूं मैं एक पल्स दे रहा हूं फिर B और B मैं दूसरी पल्स दे रहा हूं और फिर C और C मैं अगली पल्स दे रहा हूं निश्चित रूप से वे सभी एक साथ एग्ज़ाइटेड नहीं हैं इसलिए जैसा कि मैं एक के बाद एक पल्सेस को देता हूं मैं रोटर पोल्स का संरेखण देखूंगा जो भी एग्ज़ाइटेड फेज़ के सबसे करीब है या स्टेटर में एक्साइटेड पोल्स के सबसे करीब है इसलिए आम तौर पर यह विशेष मामला है जिसे हम क्षण को स्टेप एंगल कहते हैं क्योंकि प्रत्येक एक्साइटेशन के लिए यह एक विशेष कोण से घूमेगा जो स्टेप एंगल कहलाएगा इसलिए इस मामले में हमने इसे लगभग 300 के रूप में देखा क्योंकि 900वास्तव में इस पोल और इस पोल के बीच का कोण है रोटर पोल एक दूसरे से 900 से विस्थापित है जबकि स्टेटर पोल एक दूसरे से 600 से विस्थापित हैं मैने बहुत अच्छी तरह से नहीं खींचा है अन्यथा आपको 600 स्पष्ट दिखना चाहिए तो आम तौर पर मूवमेंट जो भी होता है वो रोटर के पोल पिच की पिच माइनस स्टेटर की पोल पिच होती है रोटर की पोल पिच 3600 से चार विभाजित है क्योंकि चार पोल्स हैं और यह 3600 से छह विभाजित है तो मुझे 90 60 30 डिग्री प्राप्त होने जा रहा है इसलिए प्रत्येक चरण के लिए मुझे मूल रूप से 300 मोशन मिलेगा इसलिए अगर मैं ABC के साथ जा रहा हूं और तब ABC के साथ एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट मिलेगा अगर मैं CBA दे रहा हूं तो मुझे क्लॉकवाइज मूवमेंट मिलेगा कृपया इसका विश्लेषण करें और यह देखें कि आपको यह मिल जाएगा कि B अगर मैंने CBA में इसे करने की कोशिश की तो मुझे क्लॉकवाइज मूवमेंट मिलेगा और अगर मुझे ABC के नाम के लिए A मिलता है तो मैंने ABC के लिए जो किया है उससे एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट मिलेगा तो बहुत सारी मशीनें उपलब्ध हैं जिनके रोटर में केवल फेरो मॅग्नेटिक मेटीरियल होते हैं जो कोई वाइंडिंग नहीं होते हैं और वे वास्तव में रग्ड होते हैं उन्हें बहुत आसानी से खराब नहीं किया सकता क्योंकि यहाँ कोई वाइंडिंग बाहर होने का कोई सवाल ही नहीं है कोई वाइंडिंग हिलने का सवाल ही नहीं है या शॉर्ट सर्किटेड होने का उन सभी चीजों को पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया है जिसके कारण स्ट्रक्चर बहुत ही रग्ड है वे इस तरह की मशीनों को आसानी से खराब नहीं करेंगे लेकिन स्टेपर मोटर्स केवल छोटी रेटिंग के लिए उपलब्ध हैं बहुत बड़ी रेटिंग के लिए नहीं ज़्यादा से ज़्यादा एक किलो वाट यह सामान्य रेटिंग हैं जब कि हम जहां सिंक्रोनस मशीनों इंडक्शन मशीनों को देखते हैं आप देखते हैं कि वे आसानी से कुछ मेगावाट तक जा सकती हैं सिंक्रोनस मशीनें हजारों मेगावाट तक जा सकती हैं तो आप क्षमता के मामले में तुलना नहीं कर सकते हैं कि क्या स्टेपर मोटर दे सकती है या सिंक्रोनस मशीनों दे सकती हैं इसलिए हम कहते हैं कि हम मुख्य रूप से इस कोर्स में डब्ली एग्ज़ाइटेड मशीन की बात करने जा रहे हैं ज्यादातर यही वजह है कि मैंने इसके साथ एक उदाहरण लिया जहाँ स्टेटर साइट के साथ साथ रोटर साइट से भी एक्साइटेशन दिया जा सकता है और एक स्टॅटिक कंडीशन मुझे लिखना चाहिए idλ जिसे हम फील्ड एनर्जी कहते हैं इसलिए जिसके कारण अब मुझे स्टेटर के साथ साथ रोटर के अनुसार भी फील्ड एनर्जी पर विचार करना होगा इसलिए मैं कहने जा रहा हूं कि isdλirdλकुल फील्ड एनर्जी यह कुल फील्ड एनर्जी की मात्रा है जो मुझे मिलेगी या मुझे यह कहना चाहिए dWfisdsirdrकुल फील्ड एनर्जी इस मामले में मुझे सबसे पहले जानना है कि s क्या है और r क्या है और s अनिवार्य रूप से बता रहा है कि dsdt स्टेटर में इंड्यूस्ड ईएमएफ है इसी तरह drdt रोटर में इंड्यूस्ड ईएमएफ है तो क्या स्टेटर में एक इंडक्षन होगा यदि मेरे पास रोटर में एक करंट प्रवाहित हो रही है अगर दो कॉइल्स म्यूच्युयली कपल्ड हैं यदि एक फ्लक्स निश्चित रूप से दूसरे को प्रभावित करने वाला है तो वे इंड्यूस्ड ईएमएफ की मात्रा के संदर्भ में एक दूसरे को प्रभावित करेंगे हम मदद नहीं कर सकते लेकिन प्रभाव है क्योंकि आपके पास एक फेरोमैग्नेटिक कोर हैं और रोटर वाइंडिंग फेरोमैग्नेटिक कोर के आसपास बहुत ज्यादा है जिस पर स्टेटर लिपटा है इसलिए मैं मूल रूप से लिख सकता हूं sLssisLsrir यह मेरा स्टेटर साइड फ्लक्स लिंकेज है जहाँ Lssअपना स्वयं का सेल्फ़ इनडक्टेन्स है Lsrस्टेटर और रोटर के बीच म्यूच्युयल इनडक्टेन्स है जहां तक रोटर साइड फ्लक्स लिंकेज की बात है मेरे पास होने जा रहा है rLsrisLrrir तो ये दोनों चीजें वास्तव में क्रमशः स्टेटर और रोटर फ्लक्स लिंकेज के अनुरूप होने जा रही हैं और हम एक लीनीयर सिस्टम मान रहे हैं यही कारण है कि हम इसे L गुना i के अंतर्गत लाने में सक्षम हैं यही हम सब लिख रहे हैं इसलिए मुझे लिखना चाहिए dWfisdLssisLsririrdLsrisLrrir LssisdLsrdLrrir इसलिए मेरे पास यहां तीन टर्म्ज़ है एक पूरी तरह से स्टेटर के सेल्फ़ इनडक्टेन्स के अनुरूप है एक पूरी तरह से रोटर के सेल्फ़ इनडक्टेन्स के अनुरूप है जिसमें केवल रोटर करंट शामिल है और तीसरा जो स्टेटर और रोटर करेंट्स के अनुरूप है उन दोनों के बीच म्यूच्युयल इनडक्टेन्स के कारण तो आइए हम फिर से Wf को देखने की कोशिश करें कि हमने क्या लिखा था dWf अब मुझे जो चाहिए वो है Wf तो यह पूरी चीज़ इंटेग्रेट की जाती है Wf12Lssis212Lrrir2Lsrisir तो मुझे स्पष्ट रूप से कहने में सक्षम होना चाहिए कि पहला टर्म 12Lssis2होगा जो कि स्टोर्ड एनर्जी है क्यूंकि स्टेटर वाइंडिंग is करंट ले जा रही है दूसरी करंट रोटर की होगी जो समान दिखती है तो यह रोटर सेल्फ़ इनडक्टेन्स गुणा रोटर करंट होगी और तीसरा जिसका वहाँ आधा नहीं है हम मूल रूप से स्टेटर और रोटर के बीच म्यूच्युयल इनडक्टेन्स गुणा is और ir प्राप्त करने जा रहें हैं Lsr इस समय हम सबसे पहले स्टॅटिक कंडीशन को देख रहे हैं जिसे हम अभी देख रहे हैं अन्यथा मैं idλ सीधे फील्ड एनर्जी के बराबर नहीं कर सकता था मैं कैसे कर सकता हूं idλ वास्तव में सारी विद्युत ऊर्जा इनपुट है साथ ही हमने कहा कि हम इसे फील्ड एनर्जी के बराबर कर सकते हैं यदि पूरा सिस्टम स्टॅटिक है यही कारण है कि मैं Lsr एक कॉन्स्टेंट के रूप में ले सकता हूँ अन्यथा यह निश्चित रूप से फीचर सुविधा का एक फंक्शन है जब वे संरेखण में होते हैं तो मेरे पास अधिकतम इनडक्टेन्स होगा जब वे संरेखण में नहीं होंगे मैं 900 पर जा रहा हूँ जहाँ मैं न्यूनतम इनडक्टेन्स के लिए जा रहा हूँ इसलिए हमारे पास निश्चित रूप से भिन्नताएं होंगी इसमें कोई संदेह नहीं है तो यह मेरा Wf होने जा रहा है अब अगर मैं ∂Wf∂θ को देखने कोशिश करूँ कि क्योंकि मुझे अब थीटा के संबंध में पूरी बात देखनी है यह मुझे फोर्स देने के बजाय मुझे इसको अब टॉर्क कहना चाहिए क्योंकि हम सिर्फ रोटेशनल सिस्टम की तरफ जा रहे हैं तो इस स्थिति में यह होना चाहिए था ∂Wf∂θTorque 12is2dLssdθ12ir2dLrrdθisirdLsrdθ क्योंकि हम इस बारे में तब बात कर रहे हैं जब करंट कॉन्स्टेंट है क्योंकि Wfऔर Wf वही हैं इसलिए हम देख रहे हैं कि जब हम टॉर्क प्राप्त कर रहे हैं तो हम मानते हैं कि करंट एक कॉन्स्टेंट है तो ये मूल रूप से एक इलेक्ट्रिकल मशीन टॉर्क के तीन भाग हैं ये दो क्रमशः स्टेटर और रोटर सेल्फ़ इनडक्टेन्स के भिन्नता के कारण हैं सेल्फ़ इनडक्टेन्स बदलेगा या नहीं यह मशीन के स्ट्रक्चर पर निर्भर करता है उदाहरण के लिए यदि हमने स्टेपर मोटर को बहुत स्पष्ट रूप से देखा है अगर मैं इस कोइल के इनडक्टेन्स को देखने की कोशिश कर रहा हूं तो आइए हम कहते हैं कि कोइल जो इस B और B या A और A या C और C के चारों ओर घिरी है फिर मुझे इनडक्टेन्स में एक पूर्ण अधिकतम संरेखण मिलने जा रहा है कॉइल्स के लिए भी जो स्टेट पोल्स के चारों ओर है जब रोटर पूरी तरह से स्टेटर के साथ संरेखन कर लेता है मेरे पास अधिकतम इनडक्टेन्स जा रहा है क्योंकि न्यूनतम रिलक्टेन्स है एयर गेप पाथ का अधिक पालन नहीं किया जा सकेगा अगर मैं मेग्नेटिक फील्ड लाइन्स को देखने की कोशिश करूं तो मूल रूप से यह इस तरह से जाने वाला है इस तरह से सभी मेग्नेटिक फील्ड लाइन्स होंगी तो कृपया समझें कि कोइल इनडक्टेन्स इस बात पर निर्भर करता है कि मेग्नेटिक सर्किट या मेग्नेटिक फील्ड लाइन्स के लिए कितना एयर गेप लिया गया है क्षेत्र रेखा तो मेग्नेटिक फील्ड लाइन्स वास्तव में एयर गेप की न्यूनतम मात्रा से होकर गुजरेगी जब स्टेटर और रोटर के पोल्स संरेखित हो जाते हैं तो आप में स्टेटर कॉइल इनडक्टेन्स बदलाव देखने जा रहे हैं भले ही रोटर में वास्तव में कोई कॉइल न हो इस मामले में सेल्फ़ इनडक्टेन्स में भिन्नता वह है जो वास्तव में टॉर्क का निर्माण कर रही है क्योंकि रोटर करंट वहाँ है ही नहीं इसलिए अगर मैं एक्सप्रेशन को देखने की कोशिश कर रहा हूं तो हमें जो मिला है वह स्टेटर सेल्फ़ इनडक्टेन्स में भिन्नता के कारण है और यह रोटर सेल्फ़ इनडक्टेन्स में भिन्नता के कारण है और यह म्यूच्युयल के कारण है आप Lsrको एक कॉन्स्टेंट कैसे मान सकते हैं कि Lsrहै तो Lsr निश्चित रूप से एक कॉन्स्टेंट नहीं है इस से बहुत स्पष्ट है कि dLsrdθ वह है जो वास्तव में उस भाग की ओर योगदान कर रहा है स्टेटर और रोटर करेंट्स के बीच इंटरॅक्षन के कारण अगर वे दोनों करंट ले जा रहे हैं तो निश्चित रूप से करूंगा स्टेटर और रोटर करेंट्स के बीच इंटरॅक्षन होगा और उनके बीच म्यूच्युयल कपलिंग भी यही आखिरकार स्टेटर और रोटर के बीच इंटरेक्टिव टॉर्क बना रहा है और यहाँ यही होता है तो यह स्टेटर और रोटर के बीच आने वाले म्यूचुअल इनडक्टेन्स के कारण है और स्टेटर और रोटर करेंट्स के बीच इंटरॅक्षन के कारण इसलिए अगर मैं कह सकता हूं कि ये दोनों रिलक्टेन्स में भिन्नता के कारण हैं सेल्फ़ इनडक्टेन्स में भिन्नता मूल रूप से रिलक्टेंट पाथ भिन्नता के कारण है तो आम तौर पर ये दोनों रिलक्टेन्स टॉर्क कॉंपोनेंट्स के रूप में जाने जाते है तो ये रिलक्टेन्स टॉर्क कॉंपोनेंट्स हैं तो रिलक्टेन्स टॉर्क कॉंपोनेंट्स की कल्पना केवल तभी की जाएगी यदि रिलक्टेन्स फिज़िकली किसी कारण से या अन्य के लिए बदल रहा है यदि रिलक्टेन्स किसी कारण से या किसी अन्य के लिए बदल रहा है जो कि रोटर के मूवमेंट के कारण है जिसका प्रोट्रूडिंग स्ट्रक्चर होने से आप लोग समझिए कि यह एक स्मूद स्ट्रक्चर नहीं है इसमें प्रोट्रूषन्स है पोल्स के रूप में लेकिन मेरे पास मशीनें हो सकती हैं जिसमें मेरा स्टेटर भी सीलिन्ड्रीकल है मेरा रोटर एक दूसरे के अंदर डाले गए दो सिलेंडरों को भरने वाला एक संकेंद्रित वृत्त है दोनों में एक सुंदर स्मूद स्ट्रक्चर होगा अगर मैं सिर्फ उन्हें सतही तौर पर देखता हूं तो मेरे पास निश्चित रूप से कुछ स्लॉट्स हो सकते है और इतने पर और आगे जहां वाइंडिंग को डाला जाता है लेकिन पैमाने पर अगर मैं एयर गेप को देखूं तो एयर गेप पूरी परिधि में एक समान है उस स्थिति में सेल्फ़ इनडक्टेन्स में बहुत अधिक भिन्नता नहीं है चाहे मैं स्टेटर को देखूं या मैं किसी भी स्थिति के लिए रोटर को देखता हूं मेरे पास एयर गेप एकरूप है इसलिए यह स्थिति A और स्थिति B के बीच अंतर करने वाला नहीं है एयर गेप में भिन्नता का कोई सवाल नहीं है और इसलिए रिलक्टेन्स में भी तो मैं रिलक्टेन्स टॉर्क प्राप्त नहीं करूंगा तो यह विशेष घटक शून्य स्टेटर और रोटर दोनों को सीलिन्ड्रीकल स्ट्रक्चर देगा तो यदि दोनों में सीलिन्ड्रीकल स्ट्रक्चर है एयर गेप एक समान है क्योंकि एयर गेप एक समान है मैं आम तौर पर किसी भी टॉर्क को बनते नहीं देखूंगा रिलक्टेन्स भिन्नता के कारण क्योंकि पूरी तरह से कोई रिलक्टेन्स भिन्नता नहीं है जबकि यह आम तौर पर ज्यादातर मशीनों में हमेशा रहेगा बशर्ते मैं स्टेटर और रोटर दोनों को एग्ज़ाइटेड करूं स्टेपर मोटर बिल्कुल एक अपवाद है क्योंकि मैं वास्तव में रोटर एग्ज़ाइटेड नहीं कर रहा हूं इसलिए मेरे पास केवल स्टेटर साइड एक्साइटेशन है तो जाहिर है कि मेरे पास क्या है केवल स्टेटर साइड रिलक्टेन्स टॉर्क है मेरे पास रोटर साइड करंट के कारण मुझे टॉर्क नहीं मिलेगा क्योंकि रोटर साइड करंट शून्य है और मेरे पास isirdLsrdθ नहीं होगा क्योंकि मेरे पास ir बिल्कुल भी नहीं है तो जब भी एक मशीन डब्ली एग्ज़ाइटेड है मेरे पास निश्चित रूप से म्यूच्युयल इनडक्टेन्स प्रभावित टॉर्क होने जा रहा है जब भी मेरे पास एक सीलिन्ड्रीकल मशीन होने वाली है तो निश्चित रूप से मेरे पास रिलक्टेन्स नहीं होगा और जब भी मेरे पास एक सिंग्ली एग्ज़ाइटेड मशीन होती है तो मेरे पास केवल रिलक्टेन्स टॉर्क होगा जिस सदस्य को एग्ज़ाइटेड किया जा रहा है उसके कारण उदाहरण के लिए अगर मैं आमतौर पर डीसी मशीन को देखता हूं तो सामान्य रूप से यह एक सीलिन्ड्रीकल स्ट्रक्चर है इस मामले में स्टेटर और रोटर दोनों ही में काफी सीलिन्ड्रीकल स्ट्रक्चर होंगे तो मुझे ये दोनों नहीं मिलने वाले हैं जो भी रिलक्टेन्स टॉर्क मैं बात कर रहा हूं वे उपस्थित नहीं होंगे तो केवल एक चीज जो मौजूद हो सकती है वह यह है तो हम एक सदस्य जो करंट को वहन करता हैं उसे फ़ील्ड सिस्टम कहते हैं तो उनमें से एक फ़ील्ड करंट होता है दूसरा आर्मेचर करंट लगता है तो मेरे पास Torque∝ifia होने जा रहा है अब मुझे यह देखना है कि Lsr थीटा के संबंध में कितना बदलता है हम धीरे धीरे डीसी मशीन की तरफ बढ़ रहे हैं यह जो हम कर रहे हैं इसलिए अगर मैंने कहा है यह शायद मेरे स्टेटर पोल्स होने जा रहे है बेशक एक छोटा सा अनुपात होगा आम तौर पर यहाँ नॉर्थ पोल हो सकता है यहाँ एक साउथ पोल हो सकता है यह अधिक से अधिक एरिया को घेरने की कोशिश करेगा यह ऐसे हो सकता है इसलिए मैं शायद स्टेटर और रोटर रखने जा रहा हूं यह स्टेटर है और मेरे पास यह रोटर वाइंडिंग है जो वास्तव में रोटर की बाहरी परिधि में इस तरह है निश्चित रूप से वे स्लॉट में होंगे इसलिए अगर मैं कह रहा हूं कि मैं मूल रूप से मेग्नेटिक फील्ड लाइन्स इस तरह से चला रहा हूं और फिर इसे योक रीजन के माध्यम से पूरा कर रहा हूं योक को मैंने नहीं दिखाया है पोल्स को कही भी नहीं लगाया जा सकता है उन्हें योक के यहां संलग्न होना होगा तो एक योक रीजन होगा इसलिए योक के माध्यम से मेग्नेटिक फील्ड लाइन्स वापस आएगी इसलिए अगर मैं वास्तव में यह देखने की कोशिश करता हूं कि किस प्रकार हो सकता है कि ये सभी चीजें डॉट्स ले जा रही हों और ये सभी चीजें क्रॉस करंट को पार कर रही हों हमें देखते हैं मनमाने ढंग से मैं बस इन्हें ले रहा हूं जिसके कारण मेरे पास शायद स्टेटर के अनुरूप यह मेग्नेटिक फील्ड बिल्कुल रोटर से गुजर रहा है और फिर खुद को योक के माध्यम से पूरा कर रहा है यदि मैं इसे देखता हूं तो मुझे सामान्य रूप से कहना होगा कि मैं ऐसा करने जा रहा हूं जैसे कि यह डॉट्स है और यह क्रॉस है मेरे पास सही मेग्नेटिक फील्ड लाइन्स ऊपर जा रही होगी अब शायद मेरे पास रोटर के मामले में मेग्नेटिक फील्ड लाइन्स नीचे जा रही होगी और साथ ही साथ शायद इसलिए यदि मैं मेग्नेटिक फील्ड लाइन्स को स्टेटर वाइंडिंग के साथ बिल्कुल संरेखित कर रहा हूं मैं कहने जा रहा हूँ थीटा शायद शून्य के बराबर है लेकिन किसी भी समय थीटा निरंतर परिवर्तन होने जा रहा है इसलिए इस बात पर निर्भर करता है कि स्टेटर वाइंडिंग्स और रोटर वाइंडिंग्स एक दूसरे के साथ संरेखित हैं या नहीं मेरे पास या तो 00या 900 होने जा रहा हूं या वे संरेखित हैं गलत तरीके से संरेखित विपरीत मैं कहूंगा 1800और इसी तरह आगे इसलिए अगर मैं मेग्नेटिक नहीं बल्कि म्यूच्युयल इनडक्टेन्स के रूप में देखता हूं यह कॉस थीटा का एक फंक्शन होगा जब वे संरेखित होंगे मेरे पास अधिकतम होगा म्यूच्युयल इनडक्टेन्स होगा तो वे पूरी तरह से असंरेखित हैं फिर मेरे पास कम से कम म्यूच्युयल इनडक्टेन्स होने जा रहा है तो मूल रूप से म्यूच्युयल इनडक्टेन्स cosθ के एक फंक्शन के रूप में होना चाहिए इस तरह आम तौर पर यह किसी भी इलेक्ट्रिकल मशीन में होगा तो यह म्यूच्युयल इनडक्टेन्स का फंक्शन होने जा रहा है इसलिए जब मैं कहता हूं dLsrdθ तो यह मूल रूप से sinθ हो जाएगा क्योंकि cosine जब मैं वास्तव में डिफरेन्षियियेट करता हू मैं sin प्राप्त करने जा रहा हूँ चिन्ह sinθ भूल जाइए मूल रूप से यह sine फंक्शन होने जा रहा है तो मुझे पता है कि dLsrdθ अंतत sine फंक्शन होने जा रहा है अगर मुझे यह सुनिश्चित करना है कि मैं इन दोनों के बीच कि जो कुछ भी आक्चुयल डिसप्लेसमेंट स्टेटर और रोटर वाइंडिंग के बीच हुआ है जो वास्तव में थीटा है अगर मैं यह सुनिश्चित करने की कोशिश करूँ कि वे हमेशा किसी न किसी तरह संरेखित हैं या वे हमेशा किसी 900 पर हैं मैं स्ट्रक्चर को किसी न किसी तरह से संशोधित करके ऐसा कर सकता हूं तो हम एक डीसी मशीन में क्या कर सकते हैं उन्हें एक दूसरे से बिल्कुल 900 पर बनाने के लिए है तो dLsrdθ जो है वास्तव में Msin है थीटा को हमेशा कम्यूटेटर की सहायता से 900 बनाया जाता है हम एक मशीन में ये सब करते हैं कम्यूटेटर मूल रूप से एक डीसी से एसी या एसी से डीसी कनवर्टर है इसलिए हम एक डीसी मशीन में यह सुनिश्चित करते हैं अधिकतम योगदान स्टेटर और रोटर के बीच म्यूच्युयल इनडक्टेन्स से आता है और यह मूल रूप से टॉर्क को M गुना बनाने में योगदान देता है आप जानते हैं कि is और ir क्या है is वास्तव में फ़ील्ड करंट है ir वास्तव में आर्मेचर करंट है तो टॉर्क बनता है TorqueMisir Mifia तो सरल स्केलर एक्सप्रेशन if भी DC है ia भी DC है इसलिए मैं वास्तव में पूरी चीज़ को सरल स्केलर एक्सप्रेशन देखने में सक्षम हूं तो ये डीसी मशीनों का बड़ा फायदा बात है जबकि एसी मशीनों में आप करंट के सापेक्ष वोल्टेज के लिए एक फेज़ एंगल देखनेजा रहे हैं तो आपको यह भी पता नहीं है कि रोटर करंट और स्टेटर करंट में एक ही फेज़ एंगल होगा या नहीं कोई गारंटी नहीं है तो मैं वास्तव में नहीं जानता कि फ्लक्सेस को कैसे समझाया जाता है